छात्रों का स्वागत करते हैं तो एक महत्वपूर्ण वर्तमान के रूप में इन्वेंट्री के सीखने के प्रबंधन की प्रक्रिया में संपत्ति आज हम एक अवधारणा सीखेंगे जिसे वृद्धिशील विश्लेषण की अवधारणा कहा जाता है किस तरह वृद्धिशील विश्लेषण की मदद से इन्वेंट्री को प्रबंधित या निवेश किया जा सकता है इन्वेंट्री का प्रबंधन किया जा सकता है वृद्धिशील विश्लेषण के तहत हम वह करते हैं जो हमें करना होगा गणना करें कि उदाहरण के लिए एक कंपनी में एक स्थिति है जो कंपनी अपनी वृद्धि करना चाहती है किसी भी कारण से इन्वेंट्री में निवेश कोई भी कारण हो सकता है हो सकता है कि कंपनी की बिक्री कम हो रही है या हो सकता है कि कंपनी ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम न हो हमेशा या बहुत बार स्टॉक आउट की स्थिति या किसी भी मान्य के कारण कुछ भी होता है कारण कंपनी इन्वेंट्री में निवेश को बढ़ाना चाहती है ताकि तर्क और साथ ही उस बढ़े हुए निवेश का औचित्य यह होना चाहिए कि जब हम बढ़ें तो निवेश बढ़े इन्वेंट्री में निवेश निश्चित रूप से यह धन की लागत में वृद्धि करेगा क्योंकि हमें इन्वेंट्री में निवेश बढ़ाना होगा इसलिए इसका मतलब है कि फंड की लागत या कंपनी की निवेश लागत बढ़ जाएगी अब इन्वेंट्री की लागत बढ़ गई है इन्वेंट्री के स्तर को बढ़ाकर और उपलब्ध रिटर्न की दर के साथ तुलना करें बिक्री का स्तर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है वृद्धिशील विश्लेषण के तहत हम क्या करते हैं कि अगर हम इन्वेंट्री के स्तर को मौजूदा से नए तक बढ़ाना चाहते हैं तो शायद कच्चे माल का स्तर शायद तैयार माल सूची का स्तर विशेष रूप से हम इसमें करते हैं यदि आप तैयार माल की सूची में वृद्धि करना चाहते हैं तो माल समाप्त होने की बात कहना माल तो हम वृद्धिशील विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं या कच्चे माल के मामले में भी हम कर सकते हैं वृद्धिशील विश्लेषण का उपयोग करें इसलिए वृद्धिशील विश्लेषण के तहत हम पहले यह पता लगाते हैं कि कितना अतिरिक्त निवेश है इन्वेंट्री के स्तर को बढ़ाने के लिए या इन्वेंट्री के स्टॉक को बढ़ाने के लिए आवश्यक किया जाना चाहिए और उस निवेश के विरुद्ध निवेश में वृद्धि या वृद्धिशील निवेश से कितना लाभ हो रहा है वहाँ होने के लिए कंपनी को कितना वृद्धिशील लाभ कमाने जा रहा है कितना वृद्धिशील ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी कमाने जा रही है यह सही विचार का एक महत्वपूर्ण बिंदु है अब इस मामले में हमें निवेश की वृद्धिशील राशि में काम करना होगा इन्वेंट्री अगर हम इन्वेंट्री के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं उसके बाद दूसरा कदम हम होगा उपलब्ध लाभ की वृद्धिशील राशि परिचालन लाभ की राशि का काम करना इन्वेंट्री में वृद्धिशील निवेश के कारण उपलब्ध है और फिर हमें तुलना करनी होगी ये दोनों इसलिए हमें यह जानने की कोशिश करनी होगी कि इस बढ़े हुए निवेश से रिटर्न की अपेक्षित दर क्या है इन्वेंट्री में इसलिए हमें यह कहना होगा कि परिचालन लाभ में वृद्धि या वृद्धि हुई है इन्वेंट्री और फिर निवेश में वृद्धि या परिवर्तित निवेश के साथ परिचालन लाभ यह जानने की कोशिश करें कि इस बढ़े हुए निवेश से उपलब्ध रिटर्न की अपेक्षित दर क्या है सूची सही है और फिर एक निर्णय लेने के लिए कि क्या हमें इस निवेश के लिए जाना चाहिए या नहीं आवश्यक दर के साथ वापसी की अपेक्षित दर के साथ वापसी की अपेक्षित दर की तुलना करें वापसी और यदि वापसी की अपेक्षित दर कम से कम वापसी की आवश्यक दर के बराबर है तो हम जाएंगे यह निवेश या दूसरे मामले में यदि अपेक्षित दर वापसी आवश्यक दर से अधिक है वापसी हम इस निवेश के लिए करेंगे लेकिन अगर विपरीत होता है कि वापसी की अपेक्षित दर वापसी की आवश्यक दर से कम है तब हम सूची में अतिरिक्त निवेश करने के विचार को छोड़ देंगे इसलिए मदद के साथ वृद्धिशील विश्लेषण है कि हम वर्तमान स्तर पर इन्वेंट्री में निवेश कर रहे हैं अब अगर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप दिए गए स्तर पर इन्वेंट्री में बचत या निवेश कर रहे हैं इन्वेंट्री में दिए गए स्तर से निवेश उस स्थिति में कितना बढ़ गया हम जो निवेश करना चाहते हैं वह वृद्धिशील निवेश है जिसे हमें काम करना है इन्वेंट्री वृद्धिशील बिक्री और संदर्भ में उस वृद्धिशील निवेश का आउटपुट क्या है लाभ कितना वृद्धिशील लाभ और फिर दोनों की तुलना परिचालन लाभ बढ़े हुए निवेश या वृद्धिशील विश्लेषण और फिर तुलना के साथ तुलना इस निवेश से वापसी की अपेक्षित दर के साथ वापसी की अपेक्षित दर और फिर ए इस बारे में निर्णय करना चाहिए कि हमें इस निवेश के लिए जाना चाहिए या नहीं इसलिए वृद्धिशील विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम निर्णय ले सकते हैं हमें इन्वेंट्री में निवेश बढ़ाना चाहिए या नहीं और यहां तर्क यह है कि वृद्धिशील निवेश और उस निवेश की लागत और उस निवेश के आउटपुट का मतलब है उस लाभ से होने वाले मुनाफे को लागत से आगे बढ़ना चाहिए ताकि वापसी की आवश्यक दर या वापसी की अपेक्षित दर वापसी की आवश्यक दर से अधिक है अब मैं एक छोटे से मामले की मदद से इस अवधारणा को समझाऊंगा हम इसे यहां एक छोटा सा मामला करेंगे और फिर हम कुछ गणना करेंगे और फिर हम वापसी की अपेक्षित दर की गणना करेंगे कुछ बढ़े हुए निवेश से और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या यह स्वीकार्य है कंपनी या नहीं या कंपनी को इन्वेंट्री में निवेश बढ़ाना चाहिए या नहीं तो एक कंपनी है हम इसे किसी भी नाम से बुलाते हैं यहां हमारे पास उस कंपनी का नाम है जो इलेक्ट्रोइक्रिट इंक है और वे निर्माण कर रही हैं विद्युत उत्पादों के 100 मॉडल विभिन्न प्रकार के विद्युत उत्पादों के 100 मॉडल और आगामी वर्ष के लिए कंपनी की कुल बिक्री आगामी वर्ष के लिए रु ये अपेक्षित बिक्री हैं तो चलिए डेटा को नोट करते हैं ये अपेक्षित बिक्री और अनुमानित अनुमानित सकल हैं लाभ लगभग 70 करोड़ है 70 करोड़ है इसलिए हमें अब यहां इस विश्लेषण के लिए जाना होगा ये है यह विश्लेषण हम यहां कर रहे हैं तो यह बिक्री अपेक्षित बिक्री 176 कुल बिक्री 176 है करोड़ रुपए है अनुमानित सकल लाभ 70 करोड़ है और कर की दर है कर की दर 50 है की ख़ातिर सादगी हमने कर की दर को 50 सही माना है और अब हमें अन्य जानकारी भी दी गई है यदि आप अन्य जानकारी को देखते हैं तो हम हैं वर्तमान परिसंपत्तियों का स्तर मौजूदा परिसंपत्तियों का मौजूदा स्तर और ये वर्तमान परिसंपत्तियाँ दी गई हैं पूर्ण राशि के साथ साथ पूर्वानुमानित बिक्री का एक प्रतिशत भी क्योंकि हम हैं कार्यशील पूंजी विश्लेषण करना तो हमारे पास बैलेंस शीट का केवल वही हिस्सा है जो यहाँ है केवल कार्यशील पूंजी की स्थिति का चित्रण करना जो वर्तमान संपत्ति और वर्तमान का स्तर है देनदारियों और बिक्री के प्रतिशत के रूप में भी इन परिसंपत्तियों और देनदारियों को हमें दिया जाता है तो आइए देखें कि ये संपत्ति और देनदारियां कितनी हैं तो पहले हम इसके लिए जाएं यह संतुलन है शीट और हम इसे लेते हैं क्योंकि यह विवरण में है हम यहां लिखेंगे यह राशि रु लाख है और यह पूर्वानुमानित बिक्री का प्रतिशत प्रतिशत है पूर्वानुमानित बिक्री तो ये 3 कॉलम हैं ये 3 विभिन्न प्रकार की जानकारी है हमारे लिए उपलब्ध है इसलिए यदि आप विशेष के बारे में बात करते हैं तो पहले हमारे पास वर्तमान संपत्ति है पहले हमारे पास है वर्तमान संपत्ति और ये संपत्ति वर्तमान संपत्ति हैं पहले नकद है फिर हमारे पास प्राप्य हैं फिर हमारे पास आविष्कार और आविष्कार 3 प्रकार के हैं इन्वेंटरी 3 प्रकार की होती हैं पहले हमारे पास कच्चा माल है फिर हमारे पास WIP इन्वेंट्री है और फिर हमारे पास काम खत्म हो चुका है माल सूची ये हमारे साथ उपलब्ध 3 आविष्कार हैं फिर हमारे पास अब हम देखते हैं वर्तमान देनदारियों पर जाने से पहले आंकड़े यहाँ रखें तो पहले के मामले में यह हिस्सा कहते हैं हमारे पास नकदी 175 लाख है और प्राप्य 3520 लाख है प्राप्य 3520 लाख 3520 हैं लाख इसलिए बिक्री के एक प्रतिशत के रूप में नकद आप कह सकते हैं कि यह 1 है मोटे तौर पर यह 1 है और प्राप्य 20 सही हैं प्राप्य 20 हैं अब हम बात करते हैं माल जब आप आविष्कारों की बात करते हैं तो हमारे पास 704 लाख के कच्चे माल की सूची है तब हमारे पास 816 लाख का WIP है और फिर यह 490 लाख है प्रतिशत के संदर्भ में यह 4 है यह 46 है और यह बिक्री का 28 है तो कुल अगर आप बाहर काम करते हैं तो कुल कितना काम करता है यह 5705 है यह 5705 है और यह 42 के रूप में काम करता है यह राशि हमें 1 फिर 20 4 46 28 दी गई है तो यह 324 के रूप में काम करता है इस राशि 324 है यह 2 है फिर यह 6 है फिर 10 12 य 324 है यह प्रतिशत में है बिक्री का पूर्वानुमान और अब हमें वर्तमान देनदारियां दी गई हैं कम वर्तमान देनदारियों कम वर्तमान देनदारियों इसलिए हमें दी गई वर्तमान देनदारियां 1305 हैं और वे बिक्री के 74 के रूप में काम करते हैं इसलिए फिर आप शुद्ध कार्यशील पूंजी के रूप में गणना कर सकते हैं नेट वर्किंग कैपिटल अब 4400 लाख 4400 लाख है और यह 25 के बराबर है यह 25 है और ये सभी प्रतिशत के संदर्भ में हैं यह अब के संबंध में तस्वीर है कार्यशील पूंजी और इन्वेंट्री और इस जानकारी के अलावा हमें कुछ अन्य दिए गए हैं जानकारी भी इसकी जानकारी भी हमें दी जाती है लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कंपनी इस कंपनी की समस्या क्या है इस कंपनी में क्या स्थिति है यह है कंपनी की आने वाले वर्ष में 176 करोड़ की कुल बिक्री है और फिर लाभ 70 है आने वाले वर्ष में करोड़ों पूर्वानुमानित बिक्री और कर की दर 50 है जैसा कि हमने देखा है पिछली स्लाइड इस कंपनी में समस्या यह है कि यह कंपनी की समस्या से पीड़ित है लगातार खोई बिक्री लगातार आधार पर वे बिक्री खो रहे हैं क्योंकि एक समस्या यह है कि वहाँ एक है तैयार माल और कंपनी के स्टॉक ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने या पूरा करने में सक्षम नहीं है ग्राहक की आवश्यकताओं और कई बार गोदाम में तैयार माल की कमी है और जब कंपनी को आदेश मिलता है तो वे ऑर्डर को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं गोदाम में उपलब्ध माल की कमी या माल की अनुपलब्धता गोदाम जब कंपनी द्वारा इस समस्या का विश्लेषण किया गया तो उन्होंने पाया कि हाल ही में कंपनी के पास था पेश या कुछ समय पहले कंपनी ने बहुत तंग सूची की नीति पेश की थी इसका मतलब यह है कि कंपनी द्वारा एक कड़ी सूची पेश की गई थी जिसे हम ज्यादा नहीं रखेंगे इन्वेंट्री की बहुत अधिक मात्रा और हम इन्वेंट्री की मात्रा को नियंत्रण में या उससे कम रखेंगे यहां तक कि इन्वेंट्री के इष्टतम स्तर का भी कहना है और अतिरिक्त इन्वेंट्री लागत या वहन लागत के साथ साथ हैंडलिंग लागत से बचने के लिए बेहतर है कि इन्वेंट्री की अधिक मात्रा न रखें लेकिन कड़ा होने के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री पॉलिसी कंपनी लगातार आधार पर बिक्री को खो रही है जब वे आदेश प्राप्त कर रहे हैं वे ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए एक समस्या है और यह है खोई हुई बिक्री या खोई हुई बिक्री की यह राशि कंपनी को मुनाफा कम करने के लिए मजबूर कर रही है इसलिए इस पूरी स्थिति का अध्ययन कंपनी और कंपनियों के निदेशक द्वारा किया जाना था वित्त विपणन और उत्पादन जब उन्होंने कंपनी में मौजूद समस्या का अध्ययन किया पता चला कि यह सब हो रहा है कंपनी बिक्री खो रही है या पूरी नहीं कर पा रही है नियमित आधार पर ग्राहकों की आवश्यकताएं क्योंकि समाप्त हो चुकी बात की कमी है माल सूची में उपलब्ध है और एक तंग सूची नियंत्रण नीति के कारण हुआ है जिसे कंपनी ने अतीत में और बहुत तंग के कारण पेश किया है तैयार माल कंपनी का इन्वेंट्री स्तर बिक्री और लाभ और पर बनाने में सक्षम नहीं है एक ही समय कंपनी अप्रत्यक्ष लागत से भी पीड़ित है प्रतिष्ठा का नुकसान और कहना है कि एक बहुत बड़ी अप्रत्यक्ष लागत है इसलिए तब कंपनी ने इस स्थिति को सुधारने के बारे में सोचा और उन्होंने वित्त विभाग से पूछा विश्लेषण करने के लिए कि यदि हम हार गए या यदि हम कहें तो कहने का मतलब यह नहीं है कि वर्तमान नीति का पालन करें इन्वेंट्री अगर हम इन्वेंट्री पॉलिसी पर नियंत्रण खो देते हैं और अगर हम इन्वेंट्री पॉलिसी को ढीला करते हैं और यदि हम इन्वेंट्री में निवेश के निवेश को बढ़ाकर इन्वेंट्री के स्तर को बढ़ाएं इन्वेंट्री का तैयार माल तो क्या होने वाला है इसका मतलब है कि इन्वेंट्री में निवेश बढ़ा है और किस तरह के परिणाम देने जा रहा है कि क्या हम अतिरिक्त परिचालन लाभ अर्जित करने जा रहे हैं और क्या वह अतिरिक्त परिचालन लाभ है उस निवेश को सही ठहराने के लिए पर्याप्त है ताकि पूरे विश्लेषण के द्वारा करने के लिए कहा गया था कंपनी का शीर्ष प्रबंधन वित्त विभाग द्वारा और जब वित्त विभाग ने किया विश्लेषण से उन्हें कुछ बातों का पता चला कि हाँ वे चलते हैं उन्होंने कदम से कदम मिलाकर सोचा कि अगर हम इन्वेंट्री पॉलिसी को वर्तमान स्तर से थोड़ा कम कहेंगे तो आगे कैसे स्तर होगा बहुत अधिक बिक्री हम बनाने जा रहे हैं हमारे पास कितनी बढ़ी हुई लागत है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर क्या असर होने वाला है फिर हम अगले चरण पर जाते हैं उस पहली से दूसरी तिमाही में हम बढ़ते हैं कितना बढ़ा हुआ निवेश चाहिए कितनी लागत बढ़ेगा और परिचालन लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा फिर वे दूसरे से तीसरे से चौथे से पांचवें स्थान पर आ जाते हैं इस तरह वे इसके बजाय चले गए सीधे एक स्तर से बहुत उच्च स्तर तक बढ़ना तुरंत एक आपदा हो सकती है या जो कंपनी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है इसलिए उन्होंने स्थिति का विश्लेषण करने की सोची एक तरीका यह है कि अगर हम वर्तमान नीति से अगली नीति को कहें कि इन्वेंट्री को ढीला करके आगे बढ़ें कुछ हद तक नीति निवेश के संदर्भ में और लागत के संदर्भ में क्या होगी इसी तरह अगला अगला अगला स्तर वे 5 6 स्तरों पर निकल गए और फिर संपूर्ण विश्लेषण था वृद्धिशील विश्लेषण निवेश के वृद्धिशील स्तर की सहायता से वृद्धिशील स्तर की लागत और राजस्व के वृद्धिशील स्तर पर काम किया गया और आखिरकार निर्णय लिया गया या इसका मतलब यह है कि कंपनी को कहां या किस हद तक ले जाना है इन्वेंट्री पॉलिसी को शिथिल किया जाना चाहिए किस हद तक या किस पर नियंत्रण को चिह्नित करें इन्वेंट्री पॉलिसी को ढीला किया जाना चाहिए जिसे काम करने की कोशिश की गई थी तो यह कैसे काम किया गया और आइए हम देखते हैं कि वित्त विभाग कब पारित हुआ इस जिम्मेदारी पर उन्होंने क्या किया और उन्होंने वर्तमान स्थिति का अध्ययन कैसे किया और क्या है उस स्थिति के परिणाम इसलिए उन्होंने हमें वैकल्पिक के प्रभाव प्रभाव के संदर्भ में जानकारी दी है वैकल्पिक इन्वेंट्री नीतियां वैकल्पिक इन्वेंट्री नीतियों का प्रभाव और यहां पहला कॉलम है इन्वेंट्री पॉलिसी इन्वेंट्री पॉलिसी विकल्प तब हमारे पास उपलब्ध दूसरी जानकारी इन्वेंट्री थी स्तर वह रुपये लाख में था फिर यह बिक्री खो गया था फिर से लाख रु और फिर यह लागत ले रहा था रुपये में लागत फिर से ले सही लाख तो यहां भी यही स्थिति है इन्वेंट्री नीति विकल्प उन्होंने इसे 6 भागों में तैयार किया पहली बात यह थी कि वर्तमान नीति वर्तमान नीति वर्तमान नीति स्तर पर नीति जो मैं कहता हूं या जो कंपनी ही है निरीक्षण करें कि यह एक तंग सूची नीति है तो इस मामले में इन्वेंट्री स्तर जो या था इन्वेंट्री स्तर में निवेश 490 लाख के रूप में पाया गया था इस स्तर पर बिक्री घट गई इन्वेंट्री 772 लाख थी और वहन करने की लागत 27 लाख थी यह भी रुपये लाख में था तो यह 27 लाख है ले जाने की लागत भी 27 लाख बताई गई अब दूसरे में मामला जब वे चले गए या वे वर्तमान नीति से पॉलिसी ए में जाने की सोचते हैं तो द इन्वेंट्री में निवेश 610 लाख तक जाने की उम्मीद थी खोई हुई बिक्री का स्तर आएगा नीचे सूची के बढ़े हुए स्तर के कारण 550 और वहन करने की लागत बढ़ जाएगी 34 लाख तक फिर तीसरे मामले में नीति बी कि वर्तमान से बी तक अगर वे कहते हैं कि वर्तमान से ए ए से टू B इस नीति के स्तर पर B नीति स्तर पर सूची स्तर होगा या निवेश में इन्वेंट्री 770 लाख हो जाएगी और खोई हुई बिक्री 350 हो जाएगी गंभीरता से कम हो जाएगी 350 लाख लेकिन ले जाने की लागत 42 लाख तक जाएगी और फिर बी से चौथे स्तर पर C का कहना है कि अगर वे उस स्थिति में B से C तक जाते हैं तो कहते हैं कि इन्वेंट्री लेवल 1013 लाख हो जाएगा खोई हुई बिक्री गंभीरता से घटकर 190 हो जाएगी और वहन लागत 56 लाख हो जाएगी फिर वे जाते हैं C से D तक इसलिए यहाँ 1276 इन्वेंट्री स्तर है इन्वेंट्री वसीयत में निवेश हो जाएगा 1276 लाख तक जाएं और खोई हुई बिक्री गंभीरता से घटकर 90 लाख हो जाएगी लेकिन वहन करने की लागत बढ़ जाएगी70 लाख तक जाओ और अंतिम मामले में ई यहाँ ई तो यह 1406 था खोया बिक्री 50 और फिर हैं वहन लागत 77 लाख होगी यही स्थिति काम कर रही थी कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हम ऐसा करने जा रहे हैं इस स्तर पर बिक्री का स्तर बढ़ा यदि आप इसे लाते हैं तो खोई हुई बिक्री अधिकतम है जो 772 लाख है नीचे यदि आप वर्तमान से नीति बदलते हैं तो समय की अवधि में या शायद तुरंत हम वर्तमान से ए से बी से सी से डी से ई में बदल सकते हैं उदाहरण के लिए कहें कि ए से ए तक जाना है E से करंट तब निवेश ऊपर जाएगा या इन्वेंट्री में कुल निवेश 1406 होगा और खोई हुई बिक्री गंभीरता से 50 लाख तक आ जाएगी और वहन लागत 77 लाख हो जाएगी अब हमें देखना होगा हमें यह तय करना होगा कि क्या इसे ढीला करना सार्थक है वर्तमान से इन्वेंट्री नीति या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम कहने वाले हैं कि खोई हुई बिक्री की स्थिति से बचें लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम हैं वर्तमान स्थिति में और हम बिक्री खो रहे हैं इसलिए यह न केवल बिक्री खोने का सवाल है बल्कि राजस्व खोने का सवाल भी इसलिए हमें पूरी स्थिति को देखना और उसका मूल्यांकन करना होगा कि इस मामले में हमें क्या करना चाहिए इसलिए आइए अब यह स्थिति है या कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी है यह है कंपनी में कार्यशील पूंजी की स्थिति यह कहना सूची नीति की स्थिति है कंपनी में काम किया गया है और दूसरे मामले में हमारे पास शुरुआती जानकारी है कंपनी के बारे में उम्मीद है कि बिक्री 176 करोड़ है अनुमानित सकल लाभ 70 करोड़ है और कर की दर 50 है इस बिंदु तक हमें दिया जाता है जानकारी या हमने कंपनी के रिकॉर्ड से जानकारी प्राप्त की है और अब हमें करना है वृद्धिशील विश्लेषण की अवधारणा को लागू करें और वृद्धिशील विश्लेषण की मदद से हम अब 2 चीजों पर काम करना होगा एक बात यह होगी कि हमें काम करना होगा इन्वेंट्री में वृद्धिशील निवेश और उसी के परिणामस्वरूप हम कितना वृद्धिशील बिक्री करते हैं होने जा रहा है हमें कितना वृद्धिशील लाभ होने वाला है और इस संबंध में क्या स्थिति है वापसी की अपेक्षित दर और वापसी की आवश्यक दर तो इस स्थिति में हमें जाने दो वृद्धिशील विश्लेषण और यह समझने की कोशिश करें कि यह सब कैसे कहता है कि यह स्थिति कैसे और कैसे काम करती है हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें यह देखना होगा कि वृद्धिशील की गणना वृद्धिशील की गणना में निवेश वृद्धिशील निवेश की गणना आप कह सकते हैं इन्वेंट्री में नहीं लेकिन मुझे लगता है संपूर्ण हमें कुल निवेश पर काम करना होगा और इसकी मदद से संकेत दिया जाएगा यह डेल्टा निवेश है आप इस तरह से संकेत कर सकते हैं डेल्टा निवेश जो डेल्टा के बराबर होगा शुद्ध कार्यशील पूंजी में इन्वेंट्री प्लस डेल्टा निवेश में निवेश इसलिए हमें यह कहना होगा कि बदले हुए निवेश इसलिए इन्वेंट्री में निवेश हम करेंगे गणना करना है हमें इन्वेंट्री में कुल निवेश की गणना करनी होगी यह होना चाहिए कि इन्वेंट्री में निवेश और निवेश क्या है हमें गणना करना होगा इसलिए यहाँ हम कहते हैं कि यह निवेश है या आप डेल्टा निवेश कह सकते हैं इस निवेश में या कितना बढ़ा हुआ निवेश हम करने जा रहे हैं इसके बारे में हमें सोचना होगा और फिर यह वह निवेश है जो हम कर रहे हैं यह निवेश है तो डेल्टा यहाँ क्या दर्शाता है डेल्टा का मतलब है निवेश में बदलाव किस तरह निवेश में बहुत बदलाव आने वाला है तो उस के परिणामस्वरूप होने जा रहा है कि इन्वेंट्री स्तर में बदलाव के साथ साथ नेट वर्किंग कैपिटल में बदलाव पर निर्भर करेगा कंपनी क्योंकि हमने यहां देखा है कि कंपनी की शुद्ध कार्यशील पूंजी की स्थिति यहाँ कुछ इस तरह है तो क्या होगा यहां हमारे पास कैश है हमारे पास रसीदें होंगी हमारे यहां इन्वेंट्री है के लिए उदाहरण हमारे पास कच्चे माल डब्ल्यूआईपी और तैयार माल की सूची है हम राशि रख सकते हैं उसी के नकद हम प्राप्तियों की राशि को समान रख सकते हैं इसे नहीं बदल सकते कच्चा माल भी वही यह भी वही है लेकिन स्टॉक आउट का परिणाम है या स्टॉक आउट या कहने का कारण है खोई हुई बिक्री स्टॉकआउट है एक स्टॉकआउट तैयार माल के निम्न स्तर के कारण होता है सूची यदि आप तैयार माल सूची में वृद्धि करते हैं तो इसका मतलब है कि तैयार माल में निवेश इन्वेंट्री बढ़ानी होगी और यदि आप तैयार माल सूची में निवेश बढ़ाते हैं तो क्या होगा वर्तमान संपत्ति का स्तर ऊपर जाएगा यह इतना नहीं बल्कि यह होगा निश्चित रूप से ऊपर जाएगा और यह 5705 नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा और इसके परिणामस्वरूप हमारे पास होगा यदि हम उदाहरण के लिए मान लें कि यह वर्तमान देनदारियां समान ही रहने वाली हैं इसका मतलब है कि इन्वेंट्री में इस बढ़े हुए निवेश का पता लगाना है या उससे व्यवस्था की जानी है कुछ अन्य स्रोत और इसके परिणामस्वरूप बढ़ी हुई निवेश सूची के परिणामस्वरूप जब आप तैयार माल सूची में निवेश बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से होने वाला है निवेश में बदलाव स्वचालित मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम कोई भी बदलाव करेंगे स्वचालित परिवर्तन नकदी स्तर में भी प्राप्त होने वाले हैं प्राप्य स्तर में भी कच्चे माल में भी स्तर भी और WIP स्तर में भी क्योंकि यह संभव नहीं है कि बस तैयार माल सूची के स्तर को बढ़ाकर हम कर सकते हैं बिक्री बढ़ाएं स्वचालित रूप से हमें काम करने के उच्च स्तर पर काम करना होगा पूंजी जहां हमें अधिक नकदी की आवश्यकता होती है जहां अधिक प्राप्ति संभव है और निश्चित रूप से अधिक होगी सभी तरह की इन्वेंट्री होगी तो हम देखते हैं कि चलकर माल की सूची में निवेश के स्तर को बदलकर पॉलिसी 1 से पॉलिसी अगली पॉलिसी में तैयार माल में निवेश बढ़ा है इन्वेंट्री बनाने की आवश्यकता है और इसके परिणामस्वरूप निवेश में कितनी वृद्धि हुई है अन्य कहते हैं कि वर्तमान संपत्ति या शुद्ध कार्यशील पूंजी में होता है इस तरह इन्वेंट्री में निवेश बढ़ा और नेट वर्किंग में निवेश बढ़ा पूँजी जो कि वर्तमान संपत्ति माइनस करेंट देनदारियाँ हैं जिनके परिणामस्वरूप हमें बाहर काम करना होगा इसका कुल योग इन्वेंट्री में निवेश के साथ साथ शुद्ध कार्यशील पूंजी में निवेश होगा हमें उस निवेश का आंकड़ा कुल निवेश अधिकार का आंकड़ा है तो अब हम हैं वृद्धिशील निवेश की गणना करने के लिए जा रहा है और यह डेल्टा निवेश वृद्धिशील निवेश डेल्टा साधनों का परिणाम होगा वृद्धिशील निवेश होगा इन्वेंट्री का कार्य डेल्टा इन्वेंट्री का मतलब है इन्वेंट्री में बदलाव तैयार माल का स्तर और शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन इसलिए सूची का स्तर समाप्त हो गया माल हम खुद को और अन्य शुद्ध कार्यशील पूंजी को बदल देंगे अन्य वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देनदारियां अपने आप बदल जाएंगी यदि हम तैयार माल सूची को बढ़ा रहे हैं तो अन्य भी बदल जाएंगे तो शायद इतना ऊपर जा रहा है यह ऊपर भी जाएगा नीचे जाने से यह भी नीचे जाएगा तो हम देखेंगे कि क्या होता है इस पूरी प्रक्रिया को कहें और हमें यह काम करना होगा कि यह वृद्धिशील निवेश कैसे हो सकता है फर्क करना इसलिए यहां हमें यह देखना होगा कि उदाहरण के लिए इन्वेंट्री पॉलिसी में बदलाव किया जाए हमें कॉलम बनाना होगा इन्वेंट्री पॉलिसी में बदलाव पहला कॉलम इन्वेंट्री पॉलिसी में बदलाव इन्वेंट्री पॉलिसी में बदलाव है तो यह है इन्वेंट्री में वृद्धिशील निवेश इन्वेंट्री में वृद्धिशील निवेश हम बनाने जा रहे हैं फिर वृद्धिशील शुद्ध कार्यशील पूंजी है तब वृद्धिशील शुद्ध कार्यशील पूंजी होगी तैयार माल में निवेश के अलावा वृद्धिशील शुद्ध कार्यशील पूंजी वृद्धिशील जाल कार्यशील पूंजी कितनी बदलेगी तो फिर हम कुल निवेश कुल निवेश बाहर काम करेंगे और फिर हम बाहर काम करते हैं संचयी निवेश संचयी निवेश इसलिए हमें इस तरह से काम करना होगा हम इन्वेंट्री नीति में बदलाव के साथ शुरू हो रहे हैं इन्वेंट्री में वृद्धिशील निवेश और फिर वृद्धिशील शुद्ध निवेश कार्यशील पूंजी कुल निवेश में वृद्धि इस प्लस और फिर यह संचयी निवेश होने जा रहा है तो आइए हम पॉलिसी करंट ए से ए करंट से ए पॉलिसी करंट से ए की ओर बढ़ते हैं इन्वेंट्री में बहुत वृद्धिशील निवेश हम बनाने जा रहे हैं कितना बढ़ा है इन्वेंट्री में निवेश इन्वेंट्री स्तर यह बहुत अधिक है जो 490 है और यदि आप इससे आगे बढ़ते हैं इन्वेंट्री में A से करंट इनवेस्टमेंट 490 से 610 तक जाएगा वृद्धि हम यहाँ करने जा रहे हैं इस वृद्धि से हम यहां काम करने जा रहे हैं और यह वृद्धि 120 लाख सही होगी ये है लाख में रुपये आप कह सकते हैं कि यह है मैं यहाँ लाख में रुपये लिखूंगा तो 120 के लिए जब आप अब हम इस नीति को बदलेंगे तो वर्तमान में जिस तरह से निवेश इन्वेंट्री 120 है नेट वर्किंग कैपिटल कितना होने जा रहा है नेट वर्किंग कैपिटल जा रही है कितना हो इसलिए उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि नेट वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग में बदलाव पूंजी 49 होने जा रही है कुल निवेश 169 हो रहा है और संचयी निवेश भी है 169 होने जा रहा है अब आप सोच रहे होंगे कि यह 49 सही कैसे पाया गया है इसलिए जब हम अगर आपको इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो पिछले विवरण में वापस जाने पर 49 का पता लगाना होगा हमें यहाँ दिए गए बस आप तैयार माल सूची के इस स्तर को बाहर निकालें जो 28 है एक प्रतिशत इस कॉलम और तैयार माल सूची को बिक्री अधिकार के केवल 28 पर देखें अगर तुम क्योंकि हम हमने पहले ही तैयार माल सूची को यहाँ 120 पर ले लिया है अब हम इसे फिर से नहीं लेंगे तो इसका मतलब है कि अगर यह बाहर निकाला जाता है तो यह 28 है तो कितना बचा है हमारे पास शेष राशि इस 28 की कुल राशि है और फिर यदि आप गणना करते हैं तो इसका मतलब शुद्ध है अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्किंग कैपिटल तो इसका मतलब है कि यह कुल 324 28 सही होगा और फिर माइनस 74 इसलिए शुद्ध कार्यशील पूंजी 222 होगी नेट वर्किंग कैपिटल 222 होगी क्योंकि हमने 28 को निकाल लिया है इसका मतलब है कि जब हमने 28 के इस निवेश को अलग कर दिया है तो यह इसका मतलब है कि वर्तमान परिसंपत्तियों का शेष स्तर 324 28 होगा और उसके बाद से धन आ जाएगा वर्तमान देयता 74 है तो इसका मतलब है कुल शुद्ध कार्यशील पूंजी 25 अब आपका बदल गया शुद्ध कार्यशील पूंजी कितनी होगी 222 और अगर यह 222 है तो यह 222 क्या है यह बिक्री का है इसलिए यहां हम यह भी पता लगाने जा रहे हैं कि जब आप पॉलिसी से हट रहे हैं A से करंट इनवेंटरी में कितना निवेश हम करने जा रहे हैं जो कि 490 से है 610 इसका मतलब है कि इन्वेंट्री में वृद्धिशील निवेश 120 लाख और उसके कारण या के रूप में होगा इन्वेंट्री में बढ़ा निवेश हम कितनी अतिरिक्त बिक्री करने जा रहे हैं अगर आप हम जिस बिक्री के बारे में बात करने जा रहे हैं वह यह है कि बिक्री में बदलाव करना होगा हम बिक्री में बदलाव के लिए 772 550 कितना काम करेंगे तो यह 222 लाख बिक्री होगी जिसे हम बढ़ाने जा रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप यह कई गुना बढ़ जाएगा 22 यह वृद्धि हुई बिक्री को इंगित करता है यदि आपको यह पता चलता है तो शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होता है इसलिए यह 222 का मतलब है अगर आप इस वृद्धिशील शुद्ध कार्यशील पूंजी में इतना वृध्दि करते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी 222 होगी और 222 222 कितनी होगी वह काम आएगा 49 लाख के रूप में तो यह होगा यह हमने काम किया है कि यह 49 लाख कैसे आया है यह 222 है यह बढ़ी हुई बिक्री का 222 है हमारे यहां नेट वर्किंग कैपिटल है पूर्वानुमानित बिक्री के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है तो अगर आपकी बिक्री कहने से बढ़ने वाली है शुद्ध कार्यशील पूंजी नीचे नहीं जा रही है यदि आप तैयार माल सूची को बाहर निकालते हैं 28 तब नई शुद्ध कार्यशील पूंजी 222 है और इस मामले में बिक्री में वृद्धि हुई है यहाँ से है कि 772 है खो बिक्री नई खोई बिक्री 550 होगी तो इसका मतलब है कि बिक्री में 222 की बढ़ोतरी होगी और जब बिक्री में 222 की बढ़ोतरी होगी उस शुद्ध कार्यशील पूँजी के परिणाम के रूप में 22 लाख और नेट की दर में भी वृद्धि होगी कार्यशील पूंजी में परिवर्तन 49 लाख होगा इसलिए निवेश में बदलाव डेल्टा है डेल्टा इन्वेंट्री और डेल्टा नेट वर्किंग कैपिटल के बराबर निवेश वर्तमान से ए तक होगा इन्वेंट्री में निवेश में 120 लाख की बढ़ोतरी होगी शुद्ध कार्यशील पूंजी में निवेश में 49 लाख की वृद्धि होगी और कुल निवेश में वृद्धि होगी 169 लाख तक और संचयी निवेश भी 169 लाख होगा तो इस तरह हम गणना करेंगे वर्तमान से A A से B B से C C से D D से E तक की सभी नीतियों के लिए निवेश में बदलाव और फिर हम देखेंगे कि कितना वृद्धिशील निवेश है कितना वृद्धिशील लाभ है वहाँ और कितना कहते हैं की तुलना में वापसी की अपेक्षित दर के बीच का अंतर है वापसी की आवश्यक दर और हमें किसी भी नीति में बदलाव के लिए जाना चाहिए या नहीं और अगर तुम जाते हो तो कहां से कहां से वर्तमान में कहां से ए बी सी डी या ई जो कहेंगे वही होगा इस विस्तृत विश्लेषण के बाद पूछे जाने वाले प्रश्न इसलिए मैं यहां और अगली कक्षा में रुकूंगा उसी समस्या के साथ जारी रहेगा और हम अंतिम निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगे इस विश्लेषण का कहना है इन्वेंट्री पॉलिसी में किस तरह का बदलाव पेश किया जाना चाहिए धन्यवाद तुम बहुत अधिक